नमस्ते हमारे NPTEL पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू मेकेनोबायोलॉजी के तीसरे सप्ताह के व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले हफ्ते हमने इस बारे में चर्चा की थी कि कैसे एक ही प्रोटीन में नॉनलीनियर इलास्टिसिटी को एनकोड किया जा सकता है और इस संबंध में हम फाइब्रोनेक्टिन नामक इस ईसीएम प्रोटीन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो फाइब्रोनेक्टिन में तीन मॉड्यूल है f n 1 2 3 तो यह एक ढीमर प्रोटीन होमो ढीमर है और इनमें से प्रत्येक मॉड्यूल 123 निर्भर रूप से जुड़ा हुआ है इस तरह संरचना के भीतर हम पूछना चाहते थे की f n 3 मॉड्यूल के भीतर व्यक्तिगत डोमेन बलों का जवाब कैसे देते हैं और क्या यह हमारे हस्ताक्षर के साथ संबंधित है जो वहां है और यह आप जानते हैं कि अगर आप थर्मल डिनेचुरेशन करते हैं तो sn3 का तीसरा डोमेन में सबसे स्थिर है और यह लगभग 120 डिग्री विकृत होने के लिए लेता है FN 3 के ग्यारहवें डोमेन की तुलना में जो 48 डिग्री सेल्सियस पर विकृत होता है तो आपके पास तापमान संवेदनशीलता की एक विशेष श्रंखला है और हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या फोल्डिंग अनफोल्ड होता है और क्या वह फोल्डिंग डायनेमिक ताकत की तह वही व्यवहार करता है जो तापमान के तहत कर रहा हो और इस संबंध में हम A F M के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने दिखाया था कि A F M का उपयोग करके अगर हम प्रोटीन अनफोल्डिंग करें तो किस विभिन्न चरणों में आपके पास किस तरह के हस्ताक्षर हैं जो प्रस्ताव प्रोटीन खुलासा घटने का संकेत दे रहा है तो इस संबंध में संक्षेप में संक्षिप्त करने के लिए हमारे पास एक टिप और एक प्रोटीन है और जब आप इस पर खींचते हैं और इंडेंट करते हैं तो कुछ यादृच्छिक बिंदु पर प्रोटीन के साथ आप गैर स्पष्ठ बांड बनाते हैं और जब आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे कि हस्ताक्षर के पास ये बल है तो यह मेरी z स्थिति है और यह मेरा विक्षेप है तो सवाल यह है कि हम इस मॉड्यूल के भीतर तह गतिशीलता या व्यक्तिगत डोमिन की स्थिरता को कैसे समझते हैं तो हमारे पास यह सवाल है कि अगर आपके पास एक डोमिन A है आप कौन सा प्रोटीन का निर्माणका उपयोग करेंगे आप सिर्फ A या A A का उपयोग करेंगे आगे भी और मैंने जो तर्क दिया था कि यदि आप नहीं जानते कि यह विशेष domain कैसे प्रकट होता है फिर A B जैसे संयोजन का उपयोग करना समझदार होगा जो n बार दोहराया जाता है तो A B में A डोमेन का खुलासा हस्ताक्षर आप डिटरमाइंड करना चाहते हैं और B कुछ अन्य प्रोटीन का ज्ञात डोमेन है जिसका प्रोटीन हस्ताक्षर आपको पहले से पता है तो हम यह जानना चाहते हैं जब आप एक प्रोटीन को इंजीनियर और डिजाइन कर रहे हैं तो क्या आपके पास प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए जिसमें यह संरचना हो या इन दो प्रोटीन निर्माणों के बीच आप किसे पसंद करेंगे हम मान ले कि आपने इस विशेष निर्माण को चुना है जो ए चार बार दोहराया जाता है और जिसके बाद भी चार बार दोहराया है इस मामले में हमें यह कहना है कि हमने यह प्रयोग किया है और हमें यह आउटपुट मिला है हमें यहां आउटपुट एक बार मिला है और अन्य curves की तुलना में मैं एक और केस का चित्र बनाना चाहता हूं और इस case Y की तुलना में हमें CASE X के मामले में बीच में एक लंबे विस्तार का अंतर मिला है जिसमें लगभग 0 बल है और कुछ नहीं और आपके पास यह दो चोटियां हैं जो टुकड़ी घटनाओं से मेल खाती है तो वास्तव में यह आपके डोमेन के परिणाम स्वरूप नहीं आते हैं यह सुझाव देते हुए कि बीच में यह लंबा खींच हस्ताक्षर है जो आपके प्रोटीन निर्माण का प्रतिनिधि हैंऔर आप नहीं जानते कि यह वास्तव में से आ रहा है क्योंकि B ने योगदान नहीं किया है तो B सही में प्रकट होता है और इसका यह अर्थ है कि आपको कुछ खुलासा हस्ताक्षर मिलना चाहिए तो एक केस x के मामले में यदि आप सभी प्रोटीन को इस तरह उठाते हैं कि A और B दोनों डोमिन यहां हैं तो B डोमिन आपके हस्ताक्षर में कोई योगदान नहीं देगा यह सुझाव देते हुए कि लगभग 0 बल का यह लंबा अंतर आपके डोमिन A के परिणाम है लेकिन यह आप यकीन से नहीं जानते क्योंकि आपको B से कोई योगदान नहीं मिला है हम यह कह सकते हैं कि आप इस वैकल्पिक डिजाइन को चुना है जो B बल के तहत अनफोल्ड होगा तुम मैं विभिन्न प्रतिनिधि के cases के चित्र जो आप देख सकें उसका चित्र बनाना चाहता हूं पिछले मामले की तुलना में एक स्थिति में जब आपने B से कोई अन्य हस्ताक्षर नहीं देखा तो दूसरी स्थिति में आपको B के कुछ हस्ताक्षर दिखाई देते हैं इस समय के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि यह 4 B के अनुरूप है तो आपके पास अभी भी B के दो मामले हैं और इसका यह कारण है कि जब भी आपका टिप प्रोटीन को छूता है होता है तो आपको बीच में A B A B का अनुक्रम मिलता है इसका यह मतलब है कि अगर आपको B से चोटी peakमिलता है तो आपको A से भी चोटी peak मिलना चाहिए तो आपको यह गारंटी है कि आपके पास A और B दोनों से आने वाले हस्ताक्षर होंगेतो यह A B की दोहरा इकाई होने का लाभ है और फिर आप यह संरचना को दोहराते हैं तो यही कारण है कि लोग An Bn के विपरीत A B whole n को पसंद करते हैं क्योंकि आपके पास यह नियंत्रण नहीं है कि टिप प्रोटीन को कहां छूती है और जहां भी आपका टिप प्रोटीन को छूती है अगर आपके पास A हैं तो आपके पास A B whole n का अनुक्रम हैऔर जो भी बिंदु पर आप का टिप प्रोटीन को खींचता है तो आप दोनों डोमिन को भी खींच लेते है तो परिणामस्वरूप आपको एक हस्ताक्षर मिल जाएगा तो यह सुझाव है कि इन दोनों मामलों में दो संभावनाएं हैं जो A ने आप को किसी भी तरह संकेत दिया है तो आइए हम पहले यह समझने की कोशिश करें कि इस विशेष मामले में क्या हुआ होगा इसलिए मुझे इस मामले को फिर से प्रस्तुत करना चाहिए तो आप इस और अंतिम बल को अवहेलना करते हैं और आपके पास एक प्रोटीन है जो AB whole 4 है तो आपके पास ये चौथी ताकतें बल की चोटियां है जो साहित्य में रिपोर्ट किए गए B के तह हस्ताक्षर के बराबर हैं और आपके पास यह लंबा अंतराल है तो मैं इन एक एक ताकतों के लिए एक हिस्टोग्राम साजिश कर सकूंगा जो अनफोल्डिंग बल f of uऔरL of u के अनुरूप है तो इन चोटियों के लिए हमें यह कहना है कि मैं कुछ बल चोटी और एक निश्चित लंबाई चोटी मिलता है तो इनमें से प्रत्येक लंबाई LLLLL इस सिस्टोग्राम cystogram में गिर जाएगा और आपके पास B की अनफॉलो की गई लंबाई के अनुरूप एक LU होगी इसलिएयहसब L इनमें से प्रत्येक अनफोल्डिंग किए गए फोल्डिंग B डोमेन से अनुरूप मेल खाती है जिसमें इस चोटी के लिए किसी बल की अनुपस्थिति का सुझाव दिया गया है तो यह लगभग 0 बलों और एक लंबी बात है इसका संभवतः क्या है और मैं यह तरक दूंगा की इस प्रकार के बल हस्ताक्षर से यह सुझाव होगा कि यह विशेष डोमेन A असंरक्षित है तो आइए हम एक संभावना के बारे में सोचें तो मैं यह कह रहा हूं की A एक असंरचित डोमेन है और मैं किस आधार पर कहता हूं और इस सरल कारण के लिए कि अगर आपने हमें मान लिया है मैं एक प्रोटीन को खींचता हूं और ये मुड़े हुए हैं और ये हैं और अब हम मान लेते हैं कि यह लंबाई L हैं ठीक है क्योंकि यह असंरचित है यह प्रोटीन वास्तव में इस तरह मौजूद नहीं होगा यह शायद एक विन्यास होगा दूसरे शब्दों में हमें अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा या लगभग नगण्य बल इस विशेष डोमिन को सीधा करने में लगेगा और आपको अभी भी असंरचित डोमेन को सीधा करने के लिए कुछ छोटी मात्रा में बल की आवश्यकता होगी तो उस मामले में यह लंबाई किससे मेल खाती है यह लंबाई असंरचित डोमेन की 4 गुना लंबाई से मेल खाती है तो लगभग 0 बल का यह लंबा अंतराल कुछ भी नहीं है लेकिन यह A के एक असंरचित डोमेन की लंबाई का 4 गुना है तो यह एक संभावित मामला है जहां आपके पास एक डोमिन A हैं जिस में प्रति संरचना नहीं है अब हम एक और मामला लेते हैं तो एक बार फिर ये मेरी टुकड़ी की चोटियाँ हैं और इन चोटियाँ मैं मुझे पता है कि ये चार B के अनुरूप हैं डोमिन B का तह खुलासा है अब आपके पास फिर से एक छोटी लंबाई की राशि है जिसका बल शून्य है औरजिसके बाद चार छोटी चोटियाँ आती है तो अब आपके पास 3 प्रजातियां हैं एक खुलासा हस्ताक्षर जिसे आप जानते हैं और फिर 2 अतिरिक्त चीजें हैं तो एक बार फिर आप एक बल छोटी को प्लॉट कर सकते हैंऔर मैं B के लिए प्लॉटिंग नहीं कर रहा हूं जो आपके पास है उससे आप छोटा चोटी और उसी तरह एक लंबाई चोटी प्राप्त कर सकते हैं तो यह बल हैऔर यह लंबाई है तो मैं B के लिए भी यह चित्र बनाता हूं यह B के लिए है और आपके पास 2 ज़ोन हैं जिनमें से एक ज़ोन 0 बल है जिसके बाद यह 4 शिखरों है तो यह मैं जिम्मेदारी से बता सकता हूं मैं इस बल चोटी और लंबाई A कोअसाइन कर सकता हूं लेकिन आपके पास अभी भी यह छोटा क्षेत्र है जहां यह बल 0 है और डोमेन स्ट्रेच हो रहा है तो जो यह बताता है कि यह विशेष रूप से A आंशिक रूप से असंरचित है और आंशिक रूप से मुड़ा हुआ है तो यह सुझाव देता है कि आपके पास 2 क्षेत्र हैंजिनमें से एक भाग गुना करता है औरअनसोल्ड होने के लिए एक छोटे बल की आवश्यकता है इसका एक और हिस्सा जोअसंरचित है यह एक और संभावना हो सकती है इस केस के लिए हम कहते हैं कि A को स्थिर होने के रूप में जाना जाता है और आपके पास B है जो निश्चित रूप से स्थिर है इस मामले में मेरे पास एक हस्ताक्षर हो सकता है इसलिए जिस तरह से मैंने इसे फिर से खींचा है मैं एक बार फिर पिछले दो ताकतों की उपेक्षा कर सकता हूं हम यह कहे कि मैंने B के दो और A के 3 खींचे हैं और यह एक प्रतिनिधि वक्र हैं तो कृपया ध्यान दें कि इन प्रोटीन पुलिंग प्रयोगों को कई बार किया जाना है पर्याप्त स्टैटिसटिक्स उत्पन्न किया जा सके और इस तरह आपको गौशियन डिसटीब्यूशन मिलेगा तो इस विशेष मामले में मैंने इन 3 As और 2 Bs को तैयार किया है तब मुझे यकीन है कि अगर मुझे B का प्रोटीन फोल्डिंग सिग्नेचर पता है तो मुझे A का भी फोल्डिंग हस्ताक्षर पता है और मैं यह जानकर पुष्टि कर सकता हूं कि यदि आपके पास विभिन्न अवशेष हैं तो आप जानते हैं कि कुल प्रकट लंबाई कुल अवशेषों की संख्या गुणा से 038 नैनोमीटर प्रति अवशेष के बराबर है यह एक एमिनो एसिड की खुरदरी लंबाई है तो आप जानते हैं कि अनफोल्डिंग की लंबाई सामने आई लंबाई है और इस फॉर्मूले का उपयोग उस केस मैं किया जा सकता है जहां A अंतरित और आंशिक रूप से मुड़ा हुआ है फिर आप यह जरूर पता कर सकते हैं कि इस केस में प्रोटीन A इन 2 भागों को बनाता है क्योंकि आप यह लंबाई और वह लंबाई को जोड़ सकते हैं और यह मामला आपको पता है कि इन 2 को एक साथ रखने के लिए आपको समग्र अनफॉलो की गई लंबाई मिलनी चाहिए इसलिए जिस केस का मैंने यहाँ चित्र बनाया है वहां 4 चोटियाँ और एक असंरचित लंबाई दिखाई हैं तो आप जानते हैं कि 4 गुणा असंरक्षित लंबाई और आंशिक रूप से गुना लंबाई गुणा करके 038 नैनोमीटर आपको पूरी लंबाई देनी चाहिए अब हम एक संभावना के बारे में सोचते हैं हमारी इस वास्तविक डोमेन में आपके पास 15 डोमेन FN 3 मॉड्यूल के थे तो FN 3 one और FN 3 twoके बीच में शायद और जरूर पड़ोसी इंटरेक्शन होनी चाहिए इसलिए पड़ोसी पड़ोसी डोमेन एक दूसरे को स्थिर हैं इस मामले में आप यह देख सकते हैं कि क्या आपके पास प्रोटीन का निर्माण है जिसमें दो छंद शामिल है तो हमारे पास एक प्रोटीन कंस्ट्रक्ट है जो इस डोमेन B के साथ युग्मित है और जिसका खुलासा हस्ताक्षर हमें पता है बनाम इस केस में जहां 1 and 2 एक दूसरे के पास है और यह डोमेन n बार दोहराया गया है इसलिए आप जो निरीक्षण करेंगे वह यह है हस्ताक्षर को बल अनफोल्डिंग है तो हम कहते हैं कि यहां F1 यहां FN3 one डोमिन से मेल खाती है और यह F2 इस निर्माण से FN3 one डोमेन से मेल खाता है आप देख सकते हैं f 2 f 1 से अधिक है इसलिए यदि पड़ोसी डोमेन द्वारा स्थिरीकरण होता है तो आप देखेंगे कि यह f 2 बल जो आप मापते हैं वह F1बल से अधिक है बनाम अगर कोई पड़ोसी इंटरेक्शन नहीं है तो आपको दोनों F1 F2 बराबर मिलेगी यह कोई स्थिरीकरण नहीं है और स्थिरीकरण के लिए को F 2 को F1 से अधिक होना है तो इस रणनीति का उपयोग करके आप सैद्धांतिक रूप से सभी डोमिन 1 dot dot dot को खुलासा बल हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं तो अगर मैं सिर्फ के सही रणनीति लिखना चाहूं विभिन्न प्रोटीन का निर्माण करूं सत्यापित करें कि वे कोल्ड होते हैं और खुलासा हस्ताक्षर निर्धारित करते तो आप इस तरह प्रतिएक छोटी के लिए बलों को मैप करने की स्थिति में होंगे हम यह मान ले कि आपको अभी सभी पूरे स्तर के लिए खुलासा हस्ताक्षर निर्धारित करना है अभी हम यह मान ले कि आपके पास यह कोशिकाएं है जो ईसीएम प्रोटीन पर बैठी है जो फाइब्रोनेक्टिन मेट्रिक्स पर बैठी है यह सेल टाइप A है और यह सेल टाइप B है तो खुलासा हस्ताक्षर हमें यह बताता है कि संकेतन बल की भयावहता पर निर्भर करेगा जो सेल A बना सेल B पर लगाता है ठीक है अगला सवाल यह है कि आपको खींचने की दर पता है तो खींचने के अलावा वहां एक खींच बल है और दूसरा वहां एक पूलिंग दर या संकुचन कि दर है वास्तव में आप दो सेल प्रकारों के बीच कुछ अंतर देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो पूरी तरह से अलग दरों पर खींच बलों डालती है इस प्रयोग को डिजाइन करने का एक तरीका यह होगा कि हमारे पास प्रोटीन है और आप खींचने की दर या टिप गति को बदलें इसलिए यदि आप गति बदलते हैं तो आप अनुकरण कर सकते हैं इसलिए तेज गति उच्च पुलिंग दर के बराबर है इसलिए इसका उपयोग करके यह देखा गया है कि यदि I अपना बल हैऔर यह मेरी आवृत्ति है आइए किसी दिए गए डोमेन के लिए कहते हैं यह एक निश्चित टिप स्पीड v के रूप में हैऔर कई प्रोटीन और कई डोमेन मैं यह देखा गया है की अगर आप एक टिप गति से प्रोटीन खींचे तो v prime v से कम है और f prime बी f से कम है दूसरे शब्दों में यदि आप एक प्रोटीन धीरे से खींच यह बलों की कम मात्रा में एक ही प्रोटीन प्रकट करने के लिए लेता है यह बहुत दिलचस्प बात है लेकिन यह भी कहते हैं कि यदि यदि बल की एक ही परिमाण लगाया जाता हैजिस दर पर प्रोटीन खींचा जाता है वह भी मायने रखता है इसके साथ ही मैं आज यहां रुकता हूं अगली कक्षा में हम यहां से जारी रखेंगेप्रोटीन खुलासा के बारे में एक और पहलू के बारे में थोड़ा और अधिक चर्चा और फिर हम फोकल आसंजन का अध्ययन करने के लिए बढ़ेंगे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद